हम आज एक बहुत ही दिलचस्प प्रशिक्षण पद्धति व्यापार खेल पर चर्चा करेंगे पहले मैं व्यापार गेम की अवधारणा के बारे में बात करूंगा और फिर मैं इसकी मदद से प्रदर्शन करूंगा मेरे छात्रों के लिए कि व्यापार का खेल कैसे खेला जाता है उस बिज़नेस गेम को खेलने के बाद मैं फिर से उस बिज़नेस गेम के बारे में चर्चा करूँगा कि यह कैसे खेला गया था और उस विशेष व्यावसायिक खेल अवधारणाओं और सभी के लिए उस विशेष व्यवसाय के खेल में सीखने का आधार क्या हैं तो अब हम इस विशेष अवधारणा के साथ शुरू करेंगे जब भी हम परिचय करना चाहते हैं कई तकनीकी कौशल मुझे आपको नौकरी देते हैंलेकिन सॉफ्ट स्किल आपको बना सकते हैं या आपको एक प्रबंधक के रूप में तोड़ सकते हैं इसलिए इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां भी हम बात करते हैं प्रबंधकीय कौशल इसलिए प्रबंधकीय कौशल तकनीकी कौशल है जो नौकरी ज्ञान है लेकिन एक और महत्वपूर्ण कौशल मानव कौशल मानव संसाधन कौशल है एक को सीखना होगा कि वह एक टीम में कैसे काम कर सकता है वह नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन कैसे कर सकता है वह तनाव को कैसे सहन कर सकता है और वह संघर्ष को कैसे हल कर सकता है इसलिए ये सभी मुद्दे नरम कौशल में आ रहे हैं और फिर एक व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर काम कर सकता है लेकिन जो आवश्यक है वह है दूसरों से काम लेना और दूसरों के साथ काम करना यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें वरिष्ठ को पढ़ाया जाना चाहिए अधिकारियों मध्य अधिकारियों जूनियर अधिकारियों सभी स्तरों को सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सॉफ्ट स्किल्स के कारण उनके खुद के और समग्र संगठन के प्रदर्शन पर फर्क पड़ता है इसलिए पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि व्यावसायिक खेल क्या है इसलिए प्रबंधन खेल व्यावहारिक प्रयोज्यता की भावना देता है क्योंकि कक्षा से जो कुछ भी सीखा जाता है जो कुछ भी सिद्धांत और पुस्तकों से सीखा जाता है ये व्यावहारिक अनुप्रयोग बनाते हैं और जब हम प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्यावसायिक गेम खेलते हैंइसलिए पहले हम उस विशेष अवधारणा के बारे में यह व्याख्यान देते हैं और फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप सही कैसे खेलते हैं तो यह विशेष व्यावहारिक प्रयोज्यता दे रहा हैऔर फिर यह सबसे महत्वपूर्ण है जब भी हम व्यावहारिक प्रयोज्यता के बारे में बात करते हैंतब वे प्रशिक्षु अवधारणा को बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैंउन्हें पता है कि हाँ यह विषय का वह हिस्सा है जो वे सीखने वाले हैं और जो कुछ भी सिद्धांत उन्होंने सुना और पढ़ा है वे अवधारणाएं बेहतर तरीके से और स्वाभाविक रूप से सीखी जाती हैं और जब वे व्यावहारिक पहलू करते हैं तो बेहतर तरीके से कम यहां तक कि छात्रों के पास अवधारणा का व्यावहारिक अनुभव है अधिक से अधिक जब वे व्यापार खेल के माध्यम से प्रतिभागियों प्रशिक्षुओं छात्रों को इन विशेष अवधारणाओं को सीखते हैं तो वे बेहतर तरीके से सीखते हैं ये खेल मनोरंजक और शिक्षाप्रद हैं अब आप देखते हैं कि यह व्याख्यान पद्धति जो कि शिक्षाशास्त्र में है जैसा कि मैंने पहले चर्चा की है जिसमें हमने व्याख्यान विधियों के बारे में बात की तब इस व्याख्यान पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए इस मामले में यह महत्वपूर्ण है की रुक रुक कर हम यह व्यावसायिक गेम खेल सकते हैं और फिर निश्चित रूप से यह मनोरंजक होंगे और जब भी मनोरंजक खेल होते हैं तो बहुत सावधान रहना पड़ता है यह न केवल मनोरंजक होना चाहिए बल्कि इसे शिक्षाप्रद भी होना चाहिए फिर जब हम इन व्यावसायिक खेलों के बारे में बात करते हैं इन व्यावसायिक खेलों को प्रदर्शित करते हैं और तब जो भी सिद्धांत और अवधारणा हमने दी है यह उद्देश्य हल हो जाते हैं इसलिए शिक्षार्थियों को बेहतर समझ और मनोरंजन मिलता है और साथ साथ वे निश्चित रूप से उस शिक्षा या संदेश को प्राप्त करते हैं जो वे इस विशेष व्यावसायिक खेल से सीखते हैं इसलिए छात्रों और शिक्षक को अपना कीमती समय बर्बाद होने की चिंता नहीं करनी चाहिए यह गलत संदेश नहीं देना चाहिए कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है इसलिए जो कोई भी शिक्षार्थी और शिक्षक हैं बिजनेस गेम खेलते समय किसी को बहुत सावधान रहना पड़ता है बिजनेस गेम का उद्देश्य है और इसलिए समय का सही तरीके से उपयोग किया गया है न कि गलत तरीके से अन्यथा यह बताया जाएगा कि यह समय का अपव्यय है इसलिए हमें बहुत ही उद्देश्यपूर्ण तरीके से बिजनेस गेम की निगरानी करनी होगी प्रबंधन खेलों का उपयोग नया और नवीन तंत्र को प्रोत्साहित कर सकता है जब तक ऐसा न हो वे सीखने वाले उत्साहित महसूस नहीं करेंगे और यदि आप सीखने को अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार के ऐसे व्यवसाय खेल मदद करते हैं और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि ये न केवल टीम के निर्माण और नेतृत्व को विकसित करते हैं बल्कि साथ ही वे तनाव का सामना करते हैं और यह एक तनाव विश्राम तकनीक भी है व्यावसायिक खेल मुख्य रूप से प्रबंधन कौशल विकास के लिए उपयोग किए जाते हैंजैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि कैसे प्रबंधकीय प्रभावी होना है हम सीखना आयोजन अग्रणी समन्वय और नियंत्रण उन कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रबंधकीय प्रभावशीलता विभिन्न कौशलों के साथ विकसित किया जाना चाहिए और जब आप विभिन्न भूमिकाएँ निभा रहे हों जैसे कि सूचनात्मक भूमिकाएँ या पारस्परिक भूमिका तब हमें विभिन्न प्रबंधन कौशल भी सीखने होंगे और इन प्रबंधन कौशल को बहुत आसानी से व्यावसायिक खेलों की मदद से शामिल किया जाएगा अब पहले खेलों को बहुत महत्व दिया जाता था और यह अनिवार्य था वास्तव में इसका कारण छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ उत्साही और प्रेरित रखना था इसी तरह यहाँ भी यह एक खेल की तरह ही है लेकिन यहाँ उद्देश्य और सबक प्रबंधकीय प्रभावशीलता को विकसित करने के लिए है खेल सीखने को प्रोत्साहित करें क्योंकि प्रतिभागी सक्रिय रूप से शामिल हैं और क्योंकि खेल व्यापार की प्रतिस्पर्धी प्रकृति की नकल करते हैं इसलिए जब हम एक विशेष व्यवसाय खेल चुन रहे हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा कि वे सभी प्रतिभागी जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं वे वास्तव में इसमें शामिल थे और जब भी हम खेलों के बारे में बात करते हैं तो व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति कम्यूटेटिव गेम्स मिक्स होना चाहिए इसलिए प्रतिस्पर्धात्मकता को सही और विकसित किया जा सकता है और स्थिरता को बनाए रखा जा सकता है और इसे खेल की मदद से भी प्रदर्शित किया जा सकता है खेल में प्रतिभागियों के निर्णय के प्रकार में प्रबंधन प्रथाओं के सभी पहलू शामिल हैं उदाहरण के लिए यह अनुबंध वार्ता में श्रम संबंध समझौता हो सकता है और इसलिए उस स्थिति में हम इस तरह से एक व्यावसायिक गेम खेल सकते हैं जहां स्थिति दी गई है और संघ के प्रतिनिधि हैं और नियोक्ता के प्रतिनिधि हैं और फिर वेतन समझौता है और उस वेतन समझौते के लिए चार्टर संघ के नेताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है और कर्मचारी प्रतिनिधि उस विशेष अध्याय पर चर्चा और बातचीत कर रहे हैं और इन 2 पक्षों के बीच यह बातचीत भी डिज़ाइन की जा सकती है तो हम अपने खुद के व्यवसाय के खेल को भी डिजाइन कर सकते हैं जैसे हम उन्हें चाहते हैं यदि विषय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय श्रम संबंध हैतब बातचीत कौशल जो व्यवसाय के खेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता हैफिर नैतिकता और विपणन और नैतिकता में और नए उत्पाद के लिए चार्ज की जाने वाली कीमत का विपणन करना फिर निश्चित रूप से उस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नए उत्पाद के लिए कीमत क्या होनी चाहिए इसलिए मैं Apple के iPod का उदाहरण लेना चाहूंगा और जब iPod को पेश किया गया था तो यह एक बड़ी समझ थी क्योंकि एक कंपनी जो अग्रणी है और लाभ की ओर बढ़ रहा है और उस समय यदि आप एक नया उत्पाद पेश कर रहे हैंतब कंपनी की हिस्सेदारी चुनौती बन जाती है और उस चुनौती को पूरा करने के लिए नए उत्पाद की कीमत कैसे तय करें यदि प्रशिक्षु और प्रतिभागियों का समूह विपणन से है तो इसे विकसित किया जा सकता है या यह वित्त भी हो सकता है और नई तकनीक की खरीद का वित्तपोषण करना भी एक अन्य उदाहरण हो सकता है जिसके माध्यम से हम व्यावसायिक गेम विकसित कर सकते हैं और ये श्रम संबंध नैतिकता और विपणन और वित्त जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समय एक महान भूमिका निभा सकते हैं और व्यावसायिक खेल के लिए इन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है तो सवाल उठता है कि एक व्यावसायिक खेल की विशेषताएं क्या होनी चाहिए खेल में प्रशिक्षुओं या टीमों के बीच एक प्रतियोगिता शामिल है इसलिए यह या तो प्रशिक्षुओं का एक समूह हो सकता है या केवल व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षु हो सकता है इसलिए यह समूह गतिविधि हो सकती है उदाहरण के लिए मैंने श्रम संबंध दिए हैं इसलिए श्रम संबंधों में समूह गतिविधि वह होगी जो छात्रों या प्रतिभागियों के बीच नियोक्ता के प्रतिनिधियों और संघ के प्रतिनिधि के बीच होगी तो फिर वह प्रशिक्षुओं का समूह या टीम हो सकती है जिसे हम समय या मात्रा के रूप में स्थापित मानदंड के विरुद्ध डिजाइन कर सकते हैं और फिर जब भी हम इस प्रकार के व्यावसायिक खेलों को डिजाइन करते हैं तो हमें समय को ध्यान में रखना होगायह कितना समय है क्योंकि हमने सैद्धांतिक अवधारणा दी है फिर हमें व्यावसायिक गेम का प्रदर्शन करना होगा और फिर हमें सीखने के संबंध के बारे में बात करनी होगी समय और छात्रों की संख्या इस विशेष खेल में कितने प्रतिभागी शामिल होंगे के आधार पर पूरी समय सारिणी तैयार की जानी है खेल को ज्ञान की या आवेदन की समझ प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है उदाहरण के लिए मैंने उपरोक्त क्षेत्रों श्रम संबंध विपणन वित्त और सभी कौशल का उल्लेख किया है और अधिकांश समय खेल खेले जाते हैं और ये टीम निर्माण कौशल है और इस तरह से आप टीम के एक प्रभावी सदस्य हो सकते हैं और यदि आप टीम के प्रभावी सदस्य नहीं हैं या यदि आप एक प्रभावी नेता नहीं हैं तो एक लीडरशिप मॉडल इसके आधार पर भी चर्चा की जा सकती है या trian करने के लिए क्या व्यवहार है इसलिए हम रोल प्लेइंग और बिहेवियर मॉडलिंग पर भी चर्चा करेंगे इसके आधार पर या तो विशेष व्यावसायिक गेम जो ज्ञान ज्ञान स्तर एक अवधारणा का प्रदर्शन करेगा या जो प्रतिभागियों के कौशल कौशल का प्रदर्शन करेगा या व्यवहार जो कार्य स्थल पर है वह व्यवहार कैसा होना चाहिए कई क्रिया के वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं के लिए उपलब्ध हैं और इसलिए उस मामले में विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक खेल होंगे और विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपयुक्त व्यावसायिक खेल लागू होंगे और प्रशिक्षु प्रत्येक विकल्प के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं अब आप देखते हैं कि विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न मुद्दों के लिए संगठन की विभिन्न चुनौतियों के लिए अलग अलग व्यावसायिक गेम तैयार किए जा सकते हैं और फिर प्रशिक्षु वे अनुमान कर सकते हैं कि प्रत्येक वैकल्पिक व्यावसायिक खेलों का परिणाम क्या होगा यह विशेष रूप से व्यवसायिक खेल मज़दूरी में बातचीत का समझौता संदेश दे रहा है और क्या यह बातचीत व्यावहारिक और टिकाऊ और व्यवहार्य थी या नहीं या ऐसा समझौता किया जाता है जो व्यावहारिक रूप से लागू करना संभव नहीं होगा ताकि प्रशिक्षु इस प्रकार के व्यावसायिक खेलों के परिणाम और अनुमान की जांच कर सकेंलेकिन केवल अनिश्चितता के साथ तो स्वाभाविक रूप से हम भविष्य के बारे में बात करते हैं व्यापार खेल के अनुप्रयोगव्यवसाय के खेल के परिणाम जो भविष्य के बारे में होंगे और इसलिए उस मामले में यह कहना मुश्किल है क्या यह 100 प्रतिशत लागू होगा तो क्या करना है जब भी ऐसे व्यावसायिक खेलों का प्रदर्शन किया जाता है शिक्षार्थियों प्रशिक्षुओं को बहुत सावधान रहना चाहिए उस समय कुछ मापदंडों को स्थिर रखा जाता है उदाहरण के लिए सामाजिक मानदंड जो इस विशेष संगठन की संस्कृति है और इसलिए उस संस्कृति में जो भी व्यवसायिक खेल लागू होगा वह खेला जाता है और इसके परिणामों का प्रदर्शन किया गया है तो वहाँ हो सकता है मध्यवर्ती नियम मॉडरेटिंग नियम हो सकते हैं बाहरी पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं आंतरिक पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं इसलिए जब भी कोई विशेष व्यापार खेल खेलते हैं हम ध्यान में रखते हैं कि ये कारक हैं और यह आवश्यकता है और इसके विशेष प्रदर्शन द्वारा इस आवश्यकता को पूरा किया जाएगा इसलिए हम यह बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक खेल का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य स्थिरांक पैरामीटर क्या हैं तो इसीलिए यह शब्द है उपयोग किया गया है कुछ अनिश्चितता के साथ है अंत में नियम प्रतिभागियों के व्यवहार को सीमित करते हैं और फिर शुरुआत में ही प्रतिभागियों को बताया जाएगा कि ये विशेष व्यवहार अपेक्षित है और इसलिए इस मामले में उन प्रतिभागियों द्वारा इन नियमों का पालन किया जाना है और यदि वे उन नियमों का पालन करते हैं उन मापदंडों को निरंतर रखते हुएफिर उस मामले में निश्चित रूप से इस व्यवसाय खेल का जो परिणाम है वास्तविकता के करीब होगा अगला बिंदु है सीखने और प्रशिक्षण के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है पूर्व मैंने यह भी उल्लेख किया है कि यह व्यवसायिक खेल है जो समय की बर्बादी पर नहीं होना चाहिए इसलिए उस मामले में हमें सीखना सुनिश्चित करना है इसलिए यदि हम टीम के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं और फिर इसे प्रदर्शित करते समय प्रशिक्षुओं को यह सीखना चाहिए कि चीजें कहां गलत हुईं और उनके लिए इस विशेष खेल को अंजाम देना कहां तक संभव था इसलिए उस मामले में ये सीख और प्रशिक्षण का हस्तांतरण महत्वपूर्ण होगा जिसे इस विशेष प्रशिक्षण को सीखने के समय प्रदर्शित किया जाना है इसलिए जब भी बिजनेस गेम खेला जाता है तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वह सीखने के पाठ में परिवर्तित हो जाए एक और महत्वपूर्ण पहलू है वह है खेल प्रशिक्षण में उपयोग काफी सरल होना चाहिए अब यह न तो भौतिक के संदर्भ में और न ही निष्पादन के संदर्भ में बहुत जटिल होना चाहिए इसलिए यदि यह विशेष खेल खेला जाना है तो यह बहुत ही सरल और स्वाभाविक होना चाहिए इसमें कोई जटिलता या कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए अन्यथा खेल का अनुप्रयोग उपयोगी नहीं होगा और यह आवश्यक है कि जब भी प्रशिक्षु इस प्रकार का खेल खेले तो कुछ ही समय में वे इसे सरल तरीके से खेल रहे हों और इसलिए उस स्थिति में वे प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही सुविधाजनक तरीके से उस विशेष लाभ को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं सबसे अच्छा खेल अब खेल में प्रतिभागियों और हितों के बीच उत्साह पैदा करता है जो भी खेल खेला जाना है वह खिलाड़ियों के लिए रोमांचक होना चाहिए और इसलिए यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वे जो भी खेल प्रदर्शन या भूमिका निभा रहे हैं उस स्थिति में वे जीत रहे हैं इसलिए इस वास्तविक भावना को जीतने की भावना देनी चाहिए अगला बिंदु अर्थपूर्णता को बढ़ाने के लिए है कोई भी गेम थीम के साथ होना चाहिएतो यह नेतृत्व से संबंधित हो सकता है यदि नेतृत्व है तो उस विशेष खेल में सार्थकता होनी चाहिएएक नेता की भूमिका होनी चाहिए और वह नेता प्रदर्शित करता है कि खेल कैसे खेला जाना है प्रशिक्षुओं को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि जब भी वे इस प्रकार के व्यावसायिक खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं वे व्यवसाय में भाग ले रहे हैं और ज्ञान कौशल और व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं और जब प्रशिक्षुओं को बुलाया जाता है और उस विशेष व्यवसाय खेल अभ्यास को करने के लिए कहा जाता है उस समय उन्हें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि वे इस विशेष व्यवसाय खेल से किस ज्ञान को हासिल करने जा रहे हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह नेतृत्व हो सकता है यह टीम का निर्माण हो सकता है यह हो सकता है कि चुनौतीपूर्ण कार्य कैसे संभालें अनिश्चितता को कैसे संभालें या संचार के लिए नरम कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है जब आप कार्यस्थल पर काम कर रहे हों टीम निर्माण कौशल के प्रकार क्या हैं या किसी दिए गए स्थिति में कैसे व्यवहार करें इसलिए जब भी हम पेशेवर व्यवहार के बारे में बात करते हैं इसलिए इन विशेष खेल को प्रदर्शित करना चाहिए कि वे कार्यस्थल पर एक विशेष व्यवहार कैसे विकसित कर सकते हैं इसलिए यहाँ एक चित्र है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि अपने अगले मॉड्यूल में मैं व्यावहारिक रूप से अपने छात्रों के साथ एक व्यावसायिक खेल का प्रदर्शन करूंगा लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षक से डीब्रीफिंग करने से प्रशिक्षुओं को मदद मिल सकती है क्योंकि उन्हें खेल को समझना अनुभव करना और सीखने और स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना है प्रशिक्षुओं को जब भी इस प्रकार के व्यावसायिक खेल प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया जाता है उन्हें डीब्रीफिंग होना चाहिए यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य इस विशेष व्यवसाय खेल का उद्देश्य क्या है वे क्या प्रदर्शित करने वाले हैं और इसका संदेश या परिणाम क्या होना चाहिएविशेष रूप से व्यापार खेल डीब्रीफिंग में प्रतिक्रिया भी शामिल हो सकती है और फिर हम प्रशिक्षुओं और विशेष रूप से उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने उस खेल का प्रदर्शन किया है और हमें उनसे पूछना है कि उन्होंने गेंद का चयन करते हुए कैसा महसूस किया है और इसमें 2 टीमें होंगी उस विशेष गेम में प्रत्येक प्रतिभागी फीडबैक देगा कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ कैसा रहा उसका अनुभव ताकि खेल के बाद आपको अनुभव साझा करना हो फिर चर्चा या खेल के दौरान प्रस्तुत अवधारणाएं स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी खेला जाना है उस गेम के आधार पर थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है काम का उपयोग ज्ञान कौशल या व्यवहार में करने के निर्देश दिए गए है मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है इसलिए यह डिब्रीफिंग करनी है इसलिए खेल की शुरुआत में ट्रेनर उन सभी प्रतिभागियों को डिब्रीफिंग करेगा जो इस विशेष खेल को खेल रहे हैं वह खेल क्या है खेल के नियम क्या हैं उन्हें कैसे खेलना है परिणाम क्या होंगे और उद्देश्य क्या हैं और फिर अंत में इस विशेष खेल को खेलते समय उनका अनुभव क्या है तो क्या प्रश्नों को डिब्रीफिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हैडिब्रीपिंग में खेल के स्कोर ने आपके व्यवहार और टीम के व्यवहार को कैसे प्रभावित कियाइसलिए जो भी टीम स्कोर कर रही है इससे आप किस तरह प्रभावित हुए हैं आपने खेल से क्या सीखा तो क्या वास्तव में कोई टीम बिल्डिंग या नेतृत्व संदेश है जो आपको मिला है खेल के कौन से पहलू आपको काम की स्थिति की याद दिलाते हैं तो मान लीजिए किसी नेता की भूमिका निभाई जाती है या टीम के सदस्य की भूमिका निभाई जाती है और फिर जो भी हो प्रशिक्षु द्वारा उस समय समस्या का सामना किया गया है जब उससे पूछा जाएगा यदि कार्यस्थल पर यह विशेष स्थिति होती है तो आप उस विशेष स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे खेल आपके काम से कैसे संबंधित है और फिर क्या आपको लगता है कि टीम निर्माण वास्तव में प्रासंगिक है और आपके काम से संबंधित है आपने उस खेल से क्या सीखा जिसे आप काम में उपयोग करने की योजना बनाते हैं और सीखने के सबक क्या हैं जो आप अपने कार्यस्थल पर निष्पादन कर सकते हैं लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं इसलिए यहां भी बिजनेस गेम के कुछ नुकसान हैं इसलिए इस पद्धति में जब हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में खेल रहे हैं तो हमें नुकसान को समझकर कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा कुछ लोग उन्हें बचकाने के रूप में अस्वीकार कर देते हैं या तो बिना किसी प्रतिबद्धता के भाग लेते हैं इसलिए यह नुकसान है यदि आप प्रतिभागियों को व्यवसाय के खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और जब आप इसके लिए प्रशिक्षुओं को चुनते हैं तो उन्हें अपनी इच्छा और प्रेरणा में दिलचस्पी दिखानी चाहिए अन्यथा वे अस्वीकृति दिखाएंगे यदि वे इसे बलपूर्वक कर रहे हैं तो उनके साथ एक बचकाना व्यवहार होगा या तो भाग नहीं लेना चाहिए वे आगे नहीं आएंगे और वे आनंद नहीं लेंगे कि हां हम प्रदर्शन करना चाहते हैं क्योंकि वे व्यवसाय के खेल में सीखने के सबक या परिणाम को समझने में सक्षम नहीं हैं या वे आ सकते हैं यदि प्रशिक्षक उनसे जबरदस्ती पूछते हैं तो उस स्थिति में वे प्रतिबद्धता के बिना आ सकते हैं और इसलिए वे प्रेरणा नहीं होंगे और यदि कोई प्रेरणा नहीं है तो उस विशेष व्यवसाय खेल का उद्देश्य पराजित होगा कुछ प्रतिभागी खेल से इतने जुड़ जाते हैं कि वे हारने के बारे में सोचकर परेशान हो सकते हैं मेरा विश्वास करो यह बांसुरी का दूसरा पक्ष है कुछ लोग हैं जो बहुत उत्साहित होंगे खेल के प्रदर्शन से वे जीतना चाहते हैं और इसलिए उनका व्यवहार नियंत्रण में नहीं हो सकता है और इसलिए अगर वे हार रहे हैं तो वे परेशान हो जाएंगे और फिर नकारात्मक व्यवहार हो सकता है चिल्लाना हो सकता है क्रोध हो सकता है और वे हार रहे हैं इसलिए हो सकता है कि वे स्थिति को बर्दाश्त न करें और वे यह भूल जाएंगे कि यह सिर्फ एक व्यवसायिक खेल है और उनका मानना है कि उन्हें जीतना है और उनके पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए वे लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है उस नियम का पालन नहीं किया जाता है और इसलिए यह एक नुकसान है इसलिए ट्रेनर को इस व्यवसाय के खेल का प्रदर्शन करते हुए बहुत सावधान रहना होगा जिस तरह से खेल चला गया उससे सबक सीखा जाना चाहिए शायद काम के मॉडल में वापस अनुवाद करना मुश्किल है यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कभी कभी प्रशिक्षु यह समझने में सक्षम नहीं होते हैं यह व्यवसायिक खेल उनके कार्यस्थल के लिए कैसे प्रासंगिक है और फिर उस स्थिति में वह ऐसा कह सकता है वह उस विशेष कार्यस्थल में प्रयोग करने में सक्षम नहीं है और तब वह उस विशेष व्यावसायिक खेल के महत्व को नहीं समझेगा क्योंकि वह काम के मॉडल के साथ उस व्यवसाय के खेल को सहसंबंधित नहीं कर पा रहा है कुछ खेलों में उनके द्वारा बनाई गई चालें हैं जो नाराजगी का कारण बन सकती हैं जैसा कि मैंने नियमों का उल्लेख किया है कि खेल में कुछ चालें हो सकती हैं और फिर अगर कोई उस विशेष चाल को खेलता है जैसा कि पहले की तरह अपनी आँखें बंद करो और उस स्थिति में अगर किसी ने आंखें खोलीं और स्थिति के उस चरण में वह नाराजगी बना सकता है और खेल खेलना मुश्किल हो सकता है कुछ खेल इतने व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं कि प्रतिभागी उन्हें पहले से अनुभव कर सकते हैं हम बहुत सामान्य खेल रिंग टॉस का भी प्रदर्शन करेंगे बस यह देखना है कि खेल कैसे खेला जाना है लेकिन यह एक बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला खेल है और इसलिए एक इत्तफ़ाक़ है कि इस विशेष गेम को खेलने का कौशल प्रतिभागियों के पास पहले से ही हो सकता है और फिर अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से बाकी प्रतिभागियों के लिए समस्या होगी क्योंकि वे उस गेम के लिए नए हैं लेकिन अगर किसी को इस खेल में अनुभव है तो वह निश्चित रूप से जीत जाएगा कुछ प्रशिक्षक यह सुनिश्चित किए बिना खेलों का उपयोग करते हैं कि उपयुक्त सीख मिलती है इसलिए किसी को बहुत सावधान रहना होगा कि सीखने का एक उचित संदेश है और फिर इस विशेष गेम के लिए सबसे अच्छा विषय होना चाहिए अब यहाँ मैं हार्ले डेविडसन का यह विशेष उदाहरण लेना चाहूंगा मोटरसाइकिल कंपनी एक व्यवसायिक खेल का उपयोग करके भावी डीलरों को यह समझने में मदद करती है कि डीलरशिप कैसे पैसे कमाती है इसलिए यह केवल एक उदाहरण है और इस उदाहरण के बाद मैं वास्तविक खेल का प्रदर्शन करूंगा इस खेल में टीमों में काम करने वाले 15 से 35 लोग शामिल हैंयह 5 नकली दौर के होते हैंहर दौर में हार्ले डीलरशिप के प्रबंधन के लिए एक टीम को चुनौती दी गई अन्य टीमों के साथ प्रतियोगिता में खेल के दौर के बीच व्याख्यान और मामले के अध्ययन प्रमुख अवधारणाओं को मजबूत करते हैं इसलिए 15 से 35 लोगों इस विशेष गेम को खेलते समय वो क्या करते हैबीच में वे भी हैंकिसी विशेष केस स्टडी के बारे में बात करना या वे व्याख्यान को पुष्ट करते हैंताकि खेल समय की अवधि में चला जाता है खेल के प्रत्येक दौर में सूत्रधार अपनी व्यावसायिक स्थिति बदलते हैं और इसलिए उस मामले में ये डीलर जो इस विशेष कार्यक्रम के भागीदार हैंवे क्या करेंगे वे इस विशेष नियम को बदलते रहेंगे और जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दौर में खेल की स्थिति बदलने वाली है सूत्रधार ब्याज दरों में वृद्धि या कमी कर सकते हैं और इसलिए अगर ऐसी स्थिति में सुविधाकर्ताओं को यह विशेष स्थिति दी जाती है कि वे कभी कभी ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे हैं और अब उन्हें फैसला लेना होगा क्योंकि एक सफल डीलरशिप बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि ब्याज दर क्या चल रही है और यदि ब्याज दर की सही निगरानी नहीं की जाती हैअगर आपने ठीक से नहीं देखा है तो उस स्थिति में नुकसान हो सकता है इसलिए प्रत्येक दौर में वे ब्याज दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैंकभी कभी एक नया उत्पाद पेश किया जाता है एक नया मॉडल होता है और अब उस स्थिति में कैसे डीलर उस विशेष स्थिति को संभालता है क्योंकि वह जो भी व्यापारिक रणनीति अपना रहा है जैसे ही नया उत्पाद विकसित होता है वह असंतुलित हो जाएगा और फिर नया उत्पाद पेश करते ही डीलर कैसे निपटेगा इसे संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फिर कर्मचारी का टर्नओवर आता है एक स्थिति उत्पन्न होती है एक डीलर है जो किसी विशेष कर्मचारी पर बहुत अधिक निर्भर था और वह इस्तीफा देता है या वह छोड़ देता है और नए कर्मचारी प्रवेश करते हैं और अब फिर से एबीसीडी शुरू होती है इसलिए इस स्थिति में एक डीलर कैसे निपटेगा और इसलिए इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है या आग लगने जैसी बुरी घटनाओं को भी व्यापार में सेट किया जाता है इसलिए यह एक बहुत ही खराब स्थिति होगी जहां व्यवसाय खुद ही पकड़ा जाएगा आग में और फिर वह क्या करेगा वह कैसे सुनिश्चित करेगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे कई उत्पाद हैं जो महंगे हैं और फिर अगर उनके पास उचित बीमा प्रणाली नहीं हैयदि वह इस प्रकार की आपदाओं में उचित विकल्प नहीं रख रहा है तो उस स्थिति में आप कैसे संभालेंगे तो बिजनेस गेम्स के जरिए जो बताया गया है कि विभिन्न परिस्थितियाँ बनती हैं और फिर डीलर से पूछा गया कि वह क्या करेगा और फिर उसे प्रशिक्षण दिया गया उसे क्या करना चाहिए समस्या के इस चरण के उत्पन्न होने पर उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हम कुछ और चीजों को भी जोड़ सकते हैं जैसे यहाँ नकारात्मक स्थितियों के कुछ उदाहरण या नए उत्पाद परिचय में भी चुनौतीपूर्ण कार्य लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम क्या कर सकते हैं हम सकारात्मक स्थिति भी दे सकते हैं और फिर पॉजिटिव स्थितियों में डीलर लाभ कैसे बढ़ा सकता है जो भी लाभ का अनुमान है और अगर वृद्धि हुई है तो कर्मचारियों को कैसे खुश किया जाए इसलिए सकारात्मक स्थितियां हम जोड़ सकते हैं और फिर हम उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे सकारात्मक परिस्थितियां संभालना है खेल डीलरों को व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है एक डीलर के रूप में डीलरशिप विशेष सफलता हो सकती हैप्रतिभागियों को एक टीम के रूप में अच्छी तरह से काम करना चाहिए स्वाभाविक रूप से कुछ स्थितियों के दौरान कम सिखाया जाएगा और व्यापार गेम खेला जाएगा जो टीम बनाने के कौशल को विकसित करेगा और एक दूसरे को सुनेगा समझेगा और इसलिए कुशलता से कार्यस्थल पर काम करेगा और रणनीतिक रूप से सोचें इसलिएवे इसके लिए इस रणनीति को विकसित कर सकते हैं उनके जैसा व्यापारिक रणनीतियों का मैंने उल्लेख किया है तो हम समझते हैं कि व्यावसायिक खेल बहुत ही रोचक यथार्थवादी और बहुत ही दिलचस्प है जब भी हम प्रबंधकीय प्रभावशीलता कार्यस्थल पर उपयोगी सफलता के लिए व्यावसायिक खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं अगर हम थीम और बिजनेस गेम को जोड़ने में सक्षम हैं तो बिजनेस गेम के इस 3 भाग को सीखने का सबक एक प्रशिक्षण और तकनीक टूल विधि है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं इसलिए यह सब व्यावसायिक खेल की भूमिका के बारे में है अगले मॉड्यूल में मैं अपने छात्रों के साथ रहूंगा मैं व्यावसायिक खेलों का प्रदर्शन करूंगा और अंत में हम इस बारे में बात करेंगे कि व्यावसायिक खेल में सीखने के क्या सबक हैं